आज हम सबस्ट्रेट कैम्फर की चर्चा करेंगे जो चित्र में दिये साइटोक्रोम P450 cam के क्रिस्टल के ढाँचे में उपस्थित है यह और्गेनिक सबस्ट्रेट हीम आयरन केंद्र के साथ क्रिस्टलित किया जा सकता है अगर आप इस चित्र में हीम आयरन केंद्र को देखें तो इसका आयरन साइड समतल क्षेत्र से बाहर होता है इसे या तो ऑक्सिजन से बाइण्ड होना होगा या इसे अपचयित करना होगा तभी यह समतल क्षेत्र के भीतर आएगा किंतु इसका आकर्षक तत्व यह सबस्ट्रेट है जो सब तरफ से प्रोटीन पार्श्व श्रंखला से जुड़ा रहता है लेकिन चित्र को स्पष्ट करने के लिए इन्हे हटा दिया है इस संरचना में ऐक्सियल लिगैण्ड बाइडिंग द्वारा हीम आयरन केंद्र के निकटवर्ती स्थित होता है लेकिन कैम्फर सबस्ट्रेट आयरन केंद्र और ऐक्ससियल लिगैण्ड से दूरवर्ती स्थान पर स्थित होता है निकटवर्ती साइट पर जो ऐक्सियल केंद्र है वहाँ सल्फर स्थित होता है जो अपने कोऔर्डीनेशन बॉन्ड के साथ साथ अपनी अन्योन्यक्रिया या ईंटरैक्शन के माध्यम से पार्श्व श्रंखला द्वारा भी जुड़ा होता है यह चित्र Journal of Inorganic Biochemistry से लिया गया है चित्र में कैम्फर की अभिक्रिया रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट दर्शाइ गई है कैम्फर सबस्ट्रेट पर स्थित एक्सो C H से हाइड्रोजन को पृथक कर हमें H डौट प्राप्त होता है यह चायनात्मक अभिक्रिया है इसके पश्चात इसका हय्ड्रोक्सिलेशन होता है और हमे 5 एक्सो हाइड्राक्सी कैम्फर प्राप्त होता है कैम्फर का सबस्ट्रेट इस साइटोक्रोम P450 पर आकर्षक दिखता है इस अभिक्रिया के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है क्योंकि हम इस अभिक्रिया को एंज़ाइम की रेस्टिंग स्टेट से प्रारम्भ कर रहे है जो आयरन III स्टेट है यह 2 इलेक्ट्रॉन हमें NADH द्वारा उपलब्ध कराए जाते है जो इन इलेक्ट्रॉनों को इलेक्ट्रॉन के समुद्र से एक एक कर आगे धकेल कर साइटोक्रोम P450 साइट तक पहुँचाते है हमें 2 प्रोटोन की भी आवश्यकता होती है और इस अभिक्रिया के लिए ऑक्सिजन भी चाहिए तो इस तरह हमें ऑक्सिजन 2 प्रोटोन और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए जो हमें जल की उपलब्धता कराएगा और सबस्ट्रेट को हाइड्राक्सीलेशन के पश्चात उसका हाइड्राक्सीलेटेड उत्पाद बनाएगा हमने यह क्रियाविधि पहले भी देखी है इसपर हम एक बार फिर पुनः चर्चा करेंगे हम एंज़ाइम की रेस्टिंग स्टेट आयरन III कॉम्प्लेक्स से प्रारम्भ करते है जो आयरन III ऐक्वा कॉम्प्लेक्स भी कहलाता है यहाँ और्गेनिक सबस्ट्रेट जल के अणु को विस्थापित करता है और सक्रिय साइट के निकट पहुँच जाता है और इसके पश्चात सबस्ट्रेट की उपस्थिति में आयरन III अपचयित होकर आयरन II में बदल जाएगा यह सभी अभिक्रियाओं के केंद्र पोरफ़ाईरिन रिंग से बाहर है आयरन II जो अभी भी पोरफ़ाईरिन रिंग से बाहर है ऑक्सिजन से अभिक्रिया कर आयरन III सुपरऑक्सो बनाता है इस अभिक्रिया में आयरन II ऑक्सीकरण द्वारा आयरन III बनाता है इस ऑक्सिजन का अपचयन NADPH से प्राप्त इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है यह इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर क्लसटर से होता हुआ अंत में आयरन केंद्र तक पहुँचता है यह इलेक्ट्रॉन बाहर से आता है लेकिन ऑक्सिजन इस इलेक्ट्रॉन को आयरन केंद्र से ग्रहण कर सुपरऑक्सो बनाता है अब यह सुपरऑक्साइड स्पीशीज़ एक अन्य इलेक्ट्रॉन द्वारा भी अपचयित हो सकता है और यह दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसे NADPH द्वारा इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर चैनल के माध्यम से प्राप्त होता है यह दूसरा इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर आयरन III परऑक्सो इंटरमीडीऐट बनाता है इस आयरन III परऑक्सो इंटरमीडीऐट के लिए ऑक्सिजन का दोहरा अपचयन हुआ है अब यह परऑक्सो स्पीशीज़ एक प्रोटोन ग्रहण कर एक अन्य इंटरमीडीऐट कम्पाउण्ड 0 बनाता है यह कम्पाउण्ड 0 पोरफ़ाईरिन आयरन III हय्ड्रोपरऑक्सो स्पीशीज़ है जो मैं सोचता हूँ एक रोचक इंटरमीडीऐट होता है यह स्पीशीज़ बनने के बाद यह अब इस सबस्ट्रेट RH से अभिक्रिया करने को तैयार है जो अभी तक इन अभिक्रियाओं के चक्र का हिस्सा नहीं था जबकि यह सक्रिय साइट के बिलकुल सामने स्थित था यह RH अभिक्रिया के लिए बिलकुल तैयार है किंतु यह आयरन III हय्ड्रोपरऑक्सो स्पीशीज़ तैयार नहीं है क्योंकि यह पहले एक प्रोटोन ग्रहण कर अपना ऑक्सिजन ऑक्सिजन बॉन्ड को तोड़ेगा या क्लिवेज करता है और इसके पश्चात एक तुल्यांक जल के निष्कासन के साथ आयरन IV ऑक्सो इंटरमीडीऐट बनाता है इसके साथ इस कार्यविधि में यहाँ रैडिकल कैटआयन भी उत्पन्न होता है यह संपूर्ण रूप से दो एलेक्ट्रोनों की कार्यविधि है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पोरफ़ाईरिन द्वारा तथा दूसरा आयरन द्वारा उपलब्ध होता है इस आयरन IV स्पीशीज़ पर यह डबल बॉन्ड बनता है क्योंकि इसे एक इलेक्ट्रॉन पोरफ़ाईरिन द्वारा तथा दूसरा आयरन III से प्राप्त होता है इस डबल बॉन्ड के बनते ही हय्ड्रोऑक्सो हय्ड्रोऑक्साइड HO के रूप में निकाल जाता है यह हय्ड्रोऑक्साइड HO प्रोटोनेशन द्वारा जल में परिवर्तित हो जाएगा और हमें आयरन IV हाइ वैलेंट ऑक्सो इंटरमीडीऐट के साथ पोरफ़ाईरिन रिंग पर रैडिकल कैटआयन भी प्राप्त होता है इस स्थिति में यह अतिक्रियाशील इंटरमीडीऐट होते है और यह RH से हाइड्रोजन को पृथक कर आयरन IV हय्ड्रोऑक्सो बनाता है इस क्रियाविधि में होमोलिटिक क्लीवेज द्वारा R डॉट और H डॉट उत्पन्न होते है जिसका H डॉट इलेक्ट्रॉन पोरफ़ाईरिन रैडिकल के शमन कार्य में उपयोग होता है और आयरन IV हय्ड्रोऑक्सो उत्पन्न होता है यहाँ जो R डॉट उत्पन्न होता है यह आयरन IV हय्ड्रोऑक्सो के निकट होता है यहाँ हय्ड्रोऑक्सो का स्थानांतरण R डॉट की ओर होता है और इसके पश्चात इनके बॉन्ड पर जो दो इलेक्ट्रॉन है आप सोच सकते कि यह भी होमोलिटिक क्लीवेज विधि द्वारा होता है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन OH तथा दूसरा आयरन को मिलता है और यह आयरन III बनाता है तथा यहाँ उत्पन्न हय्ड्रोऑक्सी रैडिकल उपस्थित R डॉट के साथ ROH अणु बनाता है जो अत्यंत रोचक है अब जल के अणु ROH को धीमी गति से निष्कासित करते है और पुनः आयरन III ऐक्वा कॉम्प्लेक्स बनाते है जो एंज़ाइम की रेस्टिंग स्टेट होती है यह नोट करें की इसी अवस्था में यहाँ रैडिकल की उत्पत्ति होती है और यहाँ से ही रैडिकल क्रियाविधि का प्रारम्भ होता है जो अभिक्रिया चक्र को संपूर्ण रूप से आगे बढ़ाता है यदि आपके पास हाइड्रोजन परऑक्साइड है और इस क्रियाविधि अनुसार आपके पास आयरन III स्पीशीज़ उपलब्ध है तो आपको संपूर्ण अभिक्रियाओं के मार्ग जैसे अपचयन ऑक्सिजन को सक्रिय करना इत्यादि विधिओं को किए बिना भी हम हाइड्रोजन परऑक्साइड द्वारा सीधे आयरन III से आयरन III हय्ड्रोपरऑक्सो इंटरमीडीऐट बना सकते है हम इस इंटरमीडीऐट की जल्दी से चर्चा कर लेते है यह इंटरमीडीऐट किस प्रकार आयरन III स्पीशीज़ द्वारा बनते है आइए इसकी चर्चा करें यदि आपके पास आयरन III है और आप इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन परऑक्साइड से किसी क्षारक के माध्यम में करें तो क्षारक की उपस्थिति में यहाँ प्रोटोनेशन संभव होता है यह एक प्रकार की अम्ल क्षारक अभिक्रिया या ऐसिड बेस रिएक्शन ही होता है यह सीधे आइरन III हाइड्रो परऑक्सो स्पीशीज़ बनाता है इस प्रकार क्षारक की उपस्थित में आयरन और कॉपर दोनों हाइड्रोजन परऑक्साइड से अभिक्रिया करते है यदि कॉपर हो तो यह कॉपर II अवस्था में होता है और अगर यह हाइड्रोजन परऑक्साइड से इसी प्रकार अभिक्रिया करता है तो संश्लिष्ट व्यवस्था में भी यह अपेक्षा अनुसार कॉपर II O O H स्पीशीज़ बनाता है इसी व्यवस्था में हमें आयरन III को आयरन II में अपचयित करने या इसकी ऑक्सिजन से अभिक्रिया करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि हाइड्रोजन परऑक्साइड से अभिक्रिया के पश्चात हमें वही इंटरमीडीऐट प्राप्त होता है जो पूर्व में हमें प्राप्त हुआ था इसलिए यह कार्य विधि प्राकृतिक रूप से ज्यादा कारगर है जो संपूर्ण रूप से आपको विकल्प विधि द्वारा आइरन III हाइड्रो परऑक्सो स्पीशीज़ बना देता है आपने पूर्व में देखा कि आयरन III को आयरन II में अपचयित करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है और इसके पश्चात ऑक्सिजन को उत्प्रेरित किया जाता है किंतु इस क्रियाविधि में ऑक्सिजन या इलेक्ट्रॉन की गैर मौजूदगी में भी हमें सीधे आयरन III हाइड्रो परऑक्सो स्पीशीज़ मिलते है चित्र में अभिक्रिया की क्रियाविधि के चक्र में यदि हम हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग आइरन III ऐक्वा कॉम्प्लेक्स पर और्गेनिक सबस्ट्रेट द्वारा जल के अणु को विस्थापित करने के पश्चात करें तो हमें सीधे आयरन III हाइड्रो परऑक्सो स्पीशीज़ मिलते है एक बार आयरन III हाइड्रो परऑक्सो स्पीशीज़ प्राप्त हो गया तो इसके पश्चात साइटोक्रोम P450 एंज़ाइम अपनी सामान्य उत्प्रेरकी अतिक्रियाशीलता के कार्य को यथावत आगे बढ़ा सकता है यह परऑक्सो क्रियाविधि या विकल्प क्रियाविधि होती है संश्लिष्ट व्यवस्था में आप लिगैण्ड आयरन II या आयरन III और या लिगैण्ड कॉपर II कॉम्प्लेक्सओं से प्रारम्भ कर इनकी हाइड्रोजन परऑक्साइड से अभिक्रिया कर संबंधित स्पीशीज़ बना सकते है यह भी संभव है कि आप लिगैण्ड आयरन II और हाइड्रोजन परऑक्साइड को विकल्प क्रियाविधि द्वारा की गई अभिक्रिया से रोचक इंटरमीडीऐट प्राप्त करें यहाँ हाइड्रोजन परऑक्साइड पर ऑक्सिजन ऑक्सिजन बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज द्वारा अभिक्रिया का प्रारम्भ होता हैं और यहाँ 2 तुल्यांक लिगैण्ड आइरन II से आपको 2 तुल्यांक आयरन III हाइड्रोक्सी अर्धांश प्राप्त होता है क्लीवेज द्वारा दो OH रैडिकल उत्पन्न होते है और यह आयरन एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन देकर आयरन III हाइड्रोक्सी बॉन्ड बनाता है जो अब क्षारक की भूमिका निभाते हुए हाइड्रोजन परऑक्साइड से अभिक्रिया करने पर अपना OH और हाइड्रोजन परऑक्साइड के H डॉट के साथ जल का अणु बनाता है और हमें आयरन III हाइड्रो परऑक्सो स्पीशीज़ प्राप्त होती है यहाँ सम्पूर्ण रूप से पुनः आयरन III हाइड्रो परऑक्सो स्पीशीज़ का निर्माण हुआ है जो वास्ताव में अद्भुत है इसी प्रकार अगर हम प्रारम्भ से कॉपर को लेकर इसी प्रकार अभिक्रिया करें तो संभवतः यह हमें वैसे ही नतीजे दे यह यहाँ उपयुक्त नहीं है लेकिन इस पर मैं थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा यहाँ अगर आप कॉपर I कॉम्प्लेक्स लेते है जैसे आपने आयरन II कॉम्प्लेक्स लिया था और इसकी अभिक्रिया HO OH हाइड्रोजन परऑक्साइड से करें तो हमें मिश्रित यौगिक प्राप्त होते है क्योंकि यह पार्श्व अभिक्रिया द्वारा होता है और संश्लिष्ट रसायन में यह संभव है कोई भी मैटल पूर्ण रूप से मुक्त नहीं होते यह बइडेनटेट ट्राएडेन्टेट टैट्राडेंटेट लिगैण्ड के रूप में उपस्थित रहते है यह मोनोडेनटेट लिगैण्ड भी बनाते है और अगर कुछ भी नहीं है तो यह जल के साथ भी कॉम्प्लेक्स बना लेते है यह मैटल आयन कैसे भी सह संबंध बना लेते है इसलिए यह जैविक परिस्थितियों में कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते चित्र में लिगैण्ड कॉपर I कॉम्प्लेक्स इसी प्रकार आयरन स्पीशीज़ से तुलयात्मक पद्धति द्वारा अभिक्रिया करेगा यह कॉपर I अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है और हाइड्रोजन परऑक्साइड का होमोलिटिक क्लीवेज द्वारा हमको दो OH हाइड्रोक्सी रैडिकल उत्पन्न होते है और यह 2 तुल्यांक लिगैण्ड कॉपर II हाइड्रोक्सो स्पीशीज़ बनाता है चित्र में यह कॉपर II हाइड्रोक्सो स्पीशीज़ पुनः हाइड्रोजन परऑक्साइड से अभिक्रिया करता है आप कह सकते है यह लिगैण्ड एक्सचेंज के प्रकार की अभिक्रिया करता है और एक जल के अणु के साथ कॉपर II हाइड्रो परऑक्सो स्पीशीज़ का निर्माण करता है यह उसी प्रकार होता है जैसे आपने आयरन के विषय में देखा था इस क्रियाविधि द्वारा ही आयरन III हाइड्रो परऑक्सो या कॉपर II हाइड्रो परऑक्सो स्पीशीज़ का निर्माण होता है यह हाइड्रोजन परऑक्साइड से अभिक्रिया तब संभव होती है जब हमें ऑक्सिजन या इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता से संबंधित कोई समस्या होती है अगर ऑक्सिजन या इलेक्ट्रॉन की गैर मौजूदगी हो और हाइड्रोजन परऑक्साइड की मौजूदगी हो तो यह परऑक्साइड क्रियाविधि द्वारा कम्पाउण्ड 0 बनाएगा जो ऐसी स्थिति में अतिक्रियाशील होते है एक बार यह कम्पाउण्ड 0 बन गया तो यह कम्पाउण्ड 1 बनाएगा जो आयरन V ऑक्सो या आयरन IV ऑक्सो रैडिकल कैटआयन होता है इसके पश्चात यह कम्पाउण्ड 2 बनाएगा जो आयरन IV हाइड्रोऑक्सी होता है यह महान यौगिक होता है हम इस उत्प्रेरकी चक्र को अलग प्रसंग और रिव्यू के माध्यम से एक बार पुनः चर्चा करेंगे नम और कोवर्कर्स द्वारा यही अभिक्रियाओं की कार्यविधि के प्रसंग को थोड़ी अलग प्रकार से प्रस्तुत किया गया है इस चित्रण में आयरन केंद्र को पोरफ़ाईरिन अर्धांश से बाहर की ओर स्थापित किया एवं दर्शाया गया है वास्तव में यह सही चित्रण है जहाँ आयरन केंद्र का स्थान पोरफ़ाईरिन की तुलना में फ्लैट लाइन द्वारा दर्शाया हुआ किस प्रकार होता है यह स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है यह आयरन III पोरफ़ाईरिन की कैविटी से बाहर होता है और Scys अर्धांश से बउण्ड होता हैऔर यह RH से दूरवर्ती साइट पर स्थापित है यह एंज़ाइम की रेस्टिंग स्टेट है अब एक इलेक्ट्रॉन इस आयरन को अपचयित करता है और यह अभी भी पोरफ़ाईरिन रिंग के बाहर ही स्थित है तथा RH यथावत उसी स्थान पर स्थित है जहाँ वह पहले से मौजूद था अब ऑक्सिजन आकर आयरन से बाइण्ड करता है बाइंडिंग से कोई विशेष फर्क नहीं होता किंतु इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण होते ही छटा लिगैण्ड निकाय सक्रिय हो जाता है क्योंकि यह स्पीशीज़ वास्तव में चार लिगैण्ड निकाय वाली होती है इस प्रकार ऑक्सिजन के आने से छटा लिगैण्ड निकाय सक्रिय होता है पंचवा लिगैण्ड पर Scys अर्धांश से बउण्ड होता हैऔर चौथे लिगैण्ड से पोरफ़ाईरिन अर्धांश से बउण्ड होता है यह ऑक्सिजन अब आयरन द्वारा अपचयित होती है और हमें आयरन III सुपरऑक्सो प्राप्त होता है यह वही क्रियाविधि है जो हमने पिछली स्लाइड में देखी थी यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होने पर हमें आयरन III परऑक्सो प्राप्त होता है जैसा हमने पिछली स्लाइड में चर्चा की थी इसके पश्चात प्रोटोनेशन द्वारा हमें आयरन III हाइड्रो परऑक्सो स्पीशीज़ प्राप्त होती है जिस पर Scys अर्धांश यथावत वैसे ही बउण्ड होता है एक अतिरिक्त प्रोटोनेशन द्वारा आयरन III हाइड्रो परऑक्सो स्पीशीज़ आयरन IV ऑक्सो रैडिकल कैटआयन बनाता है जैसा आपने देखा यहाँ इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण और डबल प्रोटोनेशन की प्रक्रिया होती है यह सब ऑक्सिजन को संक्रियण करने के लिए इसके मध्यस्थ होने वाली घटनाएँ है यह अत्यंत रोचक है जैसा चित्र में यह रैडिकल कैटआयन यहाँ स्थित पोरफ़ाईरिन अर्धांश पर केन्द्रित है और यह रैडिकल कैटआयन का विस्थापन या डि लोकेलाइज़ेशन पूरे पोरफ़ाईरिन अर्धांश पर होता है यह एक रोचक बात है कि यहाँ आयरन V ऑक्सो स्पीशीज़ को बनने नहीं दिया जाता क्योंकि इसकी उत्पत्ति संभवतः अतिरिक्त ऊर्जा की मांग करती होगी इसलिए इस संपूर्ण क्रियाविधि में पोरफ़ाईरिन अर्धांश का सहयोग और भागीदारी अहम कार्य करती है आपने देखा किस सुंदरता से प्रकृति ने अपनी रणनीति बनाई है जब अतिक्रियाशील इंटरमीडीऐट की आवश्यकता होती है तो प्रकृति वास्तव में हाइ वैलेंट ओक्सीडाइज़ ईंटरमीडीएट बनाती है प्रकृति यह भी निर्णय लेती है कि कब और किस समय इसे पोरफ़ाईरिन रिंग को ओक्सीडाइज़ करना है इसलिए आयरन V ऑक्सो स्पीशीज़ को बनने के बजाय यह आयरन IV को ही अभिक्रिया में शामिल करने या उपयोग करने का निर्णय लेती है तथा अन्य पोरफ़ाईरिन केंद्र को ओक्सीडाइज़ कर रैडिकल कैटआयन बनाने का भी निर्णय लेती है मैं यह सोचता हूँ कि यह अद्भुत है कि एंज़ाइम के स्तर पर इस प्रकार का पूर्ण रूप से नियंत्रण बिलकुल असाधारण कार्य है हम आगे इस प्रकार के सुंदर रसायन को विभिन्न एंज़ाइमेटिक परिस्थितियों में बार बार देखेंगे इसके पश्चात आयरन IV हाइड्रोऑक्सो स्पीशीज़ एक हाइड्रोजन परमाणु RH सबस्ट्रेट से लेता है और इस स्थिति में यह RH अभिक्रिया का हिस्सा बनता है जो अभी तक केवल सबस्ट्रेट का कार्य कर रहा था यह इस स्थिति में क्रियाशील हो जाता है और उत्पाद का निर्माण करता है मुझे उम्मीद है कि आपको साइटोक्रोम P450 कि कार्यविधि स्पष्ट हो गई होगी हमने देखा कि यह सुंदर अभिक्रियाएं किस प्रकार आगे बढ़ती है और इनको सारांश में भी बहुत स्पष्टता से दर्शाया जा सकता है अब हम अभिक्रिया कि क्रियाविधि से निकल कर कुछ अन्य अभिक्रियाओं को देखेंगे चित्र में इन अभिक्रियाओं को हम पहले भी देख चुके है यह कोई थकान देने वाली सूची नहीं है बल्कि यह स्लाइड विभिन्न अभिक्रियाओं कि समीक्षा है जो आपने पहले नहीं देखी होगी यह अभिक्रियाएं साइटोक्रोम P450 ऐंज़ाइम द्वारा या तो रूपांतरित करने का कार्य करती है और या इन अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने का कार्य करती है यह अभिक्रियाएं केमिकल रिव्यू 1996 से प्राप्त की गई है आप इस स्लाइड में देख सकते है कि विभिन्न प्रकार कि अभिक्रियाएं संभव है हमने अभी तक कुछ ही अभिक्रियाओं की चर्चा की थी अब हम उनकी चर्चा करेंगे जो हमने अभी तक नहीं की जैसे ऑक्सीडेटिव डिएमीनेशन अभिक्रिया जिसमें अल्फा कार्बन केंद्र का हायड्रॉक्सिलेशन होता है और उसके पश्चात इसके केंद्र पर पुनर्विन्यास द्वारा कीटोन के निर्माण के साथ अमोनिया का उत्सर्जन होता है अगर आपके पास हैलोजिनेटेड यौगिक है जिसमें हैलोजन अल्फा कार्बन केंद्र पर स्थित है इसका हायड्रॉक्सिलेशन होता है और उसके पश्चात इसके केंद्र पर पुनर्विन्यास द्वारा कीटोन उत्पाद प्राप्त होते है यदि आपके पास एल्कोहल या ऐल्डिहाइड अल्फा कार्बन केंद्र पर स्थित है तो आपको अल्फा अल्फा डाइहाइड्रोऑक्सी यौगिक प्राप्त होते है जो डीहाइड्रोजिनेट होने के बाद कीटोन यौगिक का निर्माण करते है इन सभी विषयों में आपको अंततः कीटोन यौगिक प्राप्त होते है यदि आपके पास अल्फा कार्बन केंद्र है और इसपर ऐमीन या हैलोजन या हाइड्रोऑक्सी स्थित है तो यह सभी अंततः इस ऐंज़ाइम द्वारा पूर्णतः हायड्रॉक्सिलेट होते है यह इन अभिक्रियाओं की सुंदरता है यह सभी हायड्रॉक्सिलेट होने के पश्चात कीटोन उत्पाद का निर्माण करेंगे और यह सभी अभिक्रियाएं आश्चर्यजनक रूप से इस ऐंज़ाइम द्वारा की जाती है यह अतिक्रियाशील साइटोक्रोम P450 ऐंज़ाइम अत्यधिक ऊर्जा वान भी होती है किंतु यह कभी कभी अपने कार्य के प्रति छलकपट भी कर सकती हैलेकिन यह ज़्यादातर उपयोगी ही साबित होती है किंतु कभी तो यह हानिकारक भी हो सकती है यदि आपके पास ऐल्डिहाइड सबस्ट्रेट है जो अल्फा कार्बन केंद्र पर स्थित है तो यह ऐंज़ाइम इसके C H बॉन्ड को हायड्रॉक्सिलेट करने के पश्चातइसे अम्ल या ऐसिड यौगिक में बादल देती है यदि आपके पास ऐलीफैटिक सबस्ट्रेट है तो यह ऐंज़ाइम दो प्रकार से अभिक्रिया करेगा एक तो यह हायड्रॉक्सिलेशन अभिक्रिया करेगी और इसके अतिरिक्त ऐलीफैटिक सबस्ट्रेट या ऐल्केन के एक हाइड्रोजन को निष्कासन के पश्चात एवं अनुकूल सबस्ट्रेट की उपस्थित में यह संभवतः डबल बॉन्ड का असंतृप्त यौगिक बनाएगा इसका तात्पर्य यह है कि इस विधि में उपयोगिता अनुसार ऐल्केन से ऐल्कीन प्राप्त होते है यदि आपके पास पैरा हायड्रॉक्सी जैसे ऐसिटऐनालाइड के प्रकार का सबस्ट्रेट इसके साथ मौजूद है तो ऐसे यौगिक में दो इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन और दो प्रोटोन का स्थानांतरण होता है यहाँ आपको सेमी क्यूनॉन या क्यूनॉन के प्रकार का इंटरमीडीऐट या ऐमीनोक्यूनोलाइन प्रकार का इंटरमीडीऐट प्राप्त होगा यह भी संभव है कि यह ऐंज़ाइम डीहाइड्रेशन अभिक्रिया करें यदि आपके पास हायड्रॉक्सी ऐमीन है तो यह डीहाइड्रेशन अभिक्रिया द्वारा ऐसिटोनाइट्राइल के प्रकार का यौगिक बनाए यदि आपके पास अल्फा पोज़ीशन पर एक ओर हाइड्रौपरऑक्सिलेट ग्रुप है और दूसरी ओर औलिफ़िन स्थित है तो ऐसी अवस्था में यह ऐंज़ाइम डीहाइड्रेशन अभिक्रिया के बाद औलिफ़िन केंद्र के अल्फा पोज़ीशन पर इपौक्साइड बनाता है इसी प्रकार यह ऐंज़ाइम अनेकों अभिक्रियाएं करने में सक्षम है यह सब पर चर्चा मुश्किल है पर मैं यह कहना चाहुंगा कि यह अनेकों प्रकार की अभिक्रियाएं बहुत दिलचस्प है इस ऐंज़ाइम का क्षितिज और इसकी अभिक्रियाएं जिस स्पेक्ट्रा द्वारा होती है मैं सोचता हूँ यह उल्लेखनीय है कोई भी अन्य ऐंज़ाइम इतनी उपयोगी नहीं है जितनी साइटोक्रोम P450 इसी प्रकार किसी भी अन्य ऐंज़ाइम का संश्लिष्ट रसायन में इतनी श्रेष्ठता से प्रयोग नहीं होता जितना इस ऐंज़ाइम का होता है किंतु इसकी अतिक्रियाशीलता और इसकी अभिक्रिया को चयनात्मक बनाने के साथ साथ इसकी उपयोगिता के मध्यस्थ होनेवाली पार्श्व अभिक्रियाओं को समाप्त करना अत्यंत चुनौतिपूर्ण कार्य होता है यह देखते हुए संश्लिष्ट कैमिस्टों ने संश्लिष्ट कार्य पद्धति विकसित करने का प्रयास किया है जिसके माध्यम से यह इन अभिक्रियाओं की नकल कर सके यह संश्लिष्ट अभिक्रियाएं वास्तव में कठिन लेकिन यह रसायन अत्यंत प्रोत्साहन द्वारा किया जाता है जैसे आप उत्प्रेरकी व्यवस्था में देख सकते हैं यह अभिक्रियाएं ऑक्सिजन के अणुओं को या अतिक्रियाशील स्पीशीज़ के तथ्यों का उपयोग करती है इस साइटोक्रोम P450 के विभिन्न रूपांतर है जो इनपर स्थित सबस्ट्रेट पर निर्भर करते है आप सोच सकते है इन विभिन्नताओं में अनेकों प्रकार के सबस्ट्रेट का क्या उपयोग हो सकता है इस स्लाइड में दिये उदाहरण में ऐलीफैटिक ऐल्डिहाइड सबस्ट्रेट पर आयरन III परऑक्सो स्पीशीज़ की अभिक्रिया होने पर यह ऐल्डिहाइड हमें आयरन III अल्काइल परऑक्सो इंटरमीडिएट देता है यह आयरन III परऑक्सो से हमें आयरन III अल्काइल परऑक्सो इंटरमीडिएट मिलता है जो रिबाउण्ड होकर हमें फॉरमिक ऐसिड देता है यह पूर्ण रूप से डीफॉरमाइलेशन अभिक्रिया हो रही है यह बहुत दिलचस्प एंज़ाइम है और साइटोक्रोम P450 की विभिन्नता द्वारा यह डीफॉरमाइलेशन अभिक्रिया भी संभव हो जाती है अगर आपके पास ऐल्डिहाइड अणु या ऐल्डिहाइड अर्धांश किसी और्गेनिक अणु पर स्थित है तो यह एंज़ाइम अभिक्रिया के पश्चात ऐल्डिहाइड अर्धांश को पूर्णतः अलग कर देती है और सामान्य और्गेनिक अणु या डीफॉरमाइलेटेड और्गेनिक अणु बनती है इस उदाहरण में अभिक्रिया के प्रारम्भ में हमने 19 ओक्सो ऐंड्रोस्टिनडाइऑन लिया था और इसकी साइटोक्रोम P450 arm ऐरोमैटिक ज़ोन द्वारा अभिक्रिया के प्रभाव देखा यहाँ हम एक और उदाहरण लेते है जिसमें हम लगभग वैसा ही और्गेनिक सबस्ट्रेट लेते है किंतु यह थोड़ा अलग है यह 32 ऑक्सो लैनोस्टिरौल है यह सुंदर अभिक्रिया पिछली अभिक्रिया के समान होती है और इसमे भी डीफॉरमाइलेशन अभिक्रिया होती है यहाँ भी आयरन III परऑक्सो ऐल्डिहाइड अर्धांश पर आक्रमण करता है और डीफॉरमाइलेशन अभिक्रिया के पश्चात फॉरमिक ऐसिड बनाता है हम अगली कक्षा में भी साइटोक्रोम P450 पर चर्चा करेंगे मुझे उम्मीद है कि आपने देखा यह साइटोक्रोम P450 की अभिक्रियाएं बहुत ही आसान और उपयोगी है यह एंज़ाइम हाइ वैलेंट ओक्सो ईंटरमीडीएट बनाते है और लगभग वह सभी प्रकार की ऑक्सीडेशन रसायन करने में सक्षम है जो आप सोच सकते हैं इसका रसायन इतना शक्तिशाली होता है की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए यह अत्यंत चिंता की अभिक्रियाएं साबित होती है क्योंकि साइटोक्रोम P450 किसी भी दवाई या ड्रग जो हम अपनी शारीरिक समस्या के लिए अपने शरीर में ग्रहण करते है यह उससे अभिक्रिया कर नए मैटाबोलाइट्स बना देते है या इन्हें निन्मीकृत कर देते है और या इनके कार्य को और जटिल कर देते है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इस साइटोक्रोम P450 को कभी कभी भय के रूप में देखती है यह बहुत अच्छी और बहु उपयोगी एंज़ाइम है और संश्लिष्ट रसायन का विशेष अंश हैं साइटोक्रोम P450 एंज़ाइम द्वारा अविश्वसनीय स्वच्छ एवं बहु उपयोगी रसायन का परिचय दिया जाता है हम अगली कक्षा में भी यह देखेंगे बहुत बहुत धन्यवाद हम जल्द मिलेंगे